इसलिए संक्षेप में हमने पहले विभिन्न भौतिक डिजाइन ऑटोमेशन चरणों जैसे विभाजन प्लेसमेंट फ्लोरप्लनिंग रूटिंग और इसी तरह देखा है बाद में जब हमने कुछ प्रदर्शन चालित मुद्दों पर ध्यान दिया तो हमने प्रदर्शन संचालित प्लेसमेंट और रूटिंग और भौतिक संश्लेषण की कुछ तकनीकों पर भी ध्यान दिया हम कुछ समय सुधार कैसे कर सकते हैं तो अब हम इस तरह के उच्च प्रदर्शन डिजाइनों के लिए अब समग्र तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं जहां ये प्रदर्शन संचालित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं इसलिए हमारे तथाकथित प्रदर्शन संचालित डिजाइन प्रवाह क्या होना चाहिए इसलिए हम इस व्याख्यान में समग्र चित्र को देखते हैं तो हम तथाकथित प्रदर्शन संचालित भौतिक डिजाइन प्रवाह पर एक त्वरित नज़र डालें जो आधुनिक दिन वीएलएसआई सर्किट में कम या ज्यादा मानक अभ्यास है तो यहां हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हमने जो भी तकनीक देखी है हम उसे एक सुसंगत डिजाइन प्रवाह में संयोजित करने का प्रयास करें अब यहाँ हम देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जैसे स्थैतिक समय विश्लेषण जिसे हम एक चरण के रूप में नहीं मानते हैं हम इसे एक उपकरण मानते हैं और इस उपकरण का उपयोग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कई बार किया जा सकता है इसी प्रकार बफरिंग एक बहुत ही सामान्य तकनीक है जिसे कई बार करना पड़ सकता है बफरिंग का प्रारंभिक स्तर मैं हो सकता है 1 चक्र के बाद हो सकता है हमें लगता है कि अभी भी कुछ समय संतुष्ट नहीं हुए हैं आपको कुछ और बफरिंग करना होगा तो कुछ पुनरावृत्तियाँ हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है बहुत सारे पुनरावृत्तियाँ हैं और अंत में भी आप पा सकते हैं कि अभी भी कुछ चीजें पूरी नहीं हुई हैं आपको कुछ और सुधार करने पड़ सकते हैं तो आइए हम एक बार फिर से विशिष्ट भौतिक डिजाइन प्रवाह पर दोबारा गौर करें अब विशिष्ट भौतिक डिजाइन प्रवाह चिप प्लानिंग के साथ शुरू होता है हमने पहले इस शब्द का उपयोग नहीं किया था हमने इसे फ्लोरप्लानिंग प्लेसमेंट कहा है लेकिन चिप प्लानिंग में हम 3 अलग अलग चीजों को शामिल करते हैं मुझे सिर्फ हाइलाइट करने की कोशिश करें इसलिए चिप प्लानिंग में हम चिप प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश है पहले I O प्लेसमेंट नामक एक कदम है तो इस चिप के लिए I O प्लेसमेंट का मतलब है हमें I O पिन लगाना होगा या कौन सा पिन किस सिग्नल को ले जाता है यह इस तरह से I O प्लेसमेंट है तो हमारे पास निश्चित रूप से फ्लोरप्लॉनिंग हो सकती है मैंने कहा कि आज अधिकांश सर्किट मानक सेल्स फ्लोरप्लानिंग और प्लेसमेंट पर आधारित हैं जो उन मामलों में समान हैं इसलिए फ्लोरप्लानिंग में हम बता रहे हैं कि फुल स्टैंडर्ड सेल को किन पंक्तियों में रखना है और एक और चीज है जो एक साथ पावर प्लानिंग के साथ की जाती है क्योंकि अब हमारे पास स्टैंडर्ड सेल्स पहले से ही रखी हुई हैं हम जानते हैं कि बिजली कनेक्शन कहां हैं जिनकी हमें जरूरत है VDD और ग्राउंड यहाँ VDD और ग्राउंड यहाँ की तरह इसलिए आप जो भी करते हैं बिजली की आपूर्ति और ग्राउंड लाइनस की आपूर्ति करने के लिए हम जो भी तकनीकी उपयोग करते हैं उसकी समग्र योजना बनाते हैं तो इस तरह का पॉवर प्लानिंग नेटवर्क आप भी करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को कभी कभी चिप प्लानिंग के रूप में जाना जाता है समग्र रूप से चिप यह कैसा दिखता है पिन कहां हैं ये पिन क्या ले जाने वाले होंगे ये सेल्स हैं कौन सी सेल्स को किन पंक्तियों में रखा जाएगा और बिजली नेटवर्क कैसे दिखेंगे जैसे कि बिजली देना आप विभिन्न पंक्तियों और सेल्स को ठीक ठीक शक्ति प्रदान करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा है जो ट्रायल सिंथेसिस है जो कि प्रारंभिक चीज़ है जो आपको मिली है यह फ़्लोरप्लानिंग टूल प्रदान करता है ताकि उस कुल क्षेत्र का अनुमान हो सके जो आपको चाहिए वह देख सकें और इस अनुमान में आपको बफ़र्स के लिए प्रावधान होना चाहिए इसलिए मार्ग और गेट साइज़िंग के लिए अतिरिक्त स्थान कुछ गेट्स को बड़ा करना पड़ सकता है तो आपको इन चीजों के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान रखने होंगे इसलिए इससे पहले हमने इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं की थी लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमें इन सभी चीजों के लिए प्रावधान रखने की जरूरत है जिन्हें डिजाइन प्रवाह के बाद के चरणों में जोड़ा जाना चाहिए फिर तर्क संश्लेषण और निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी मानचित्रण यह पहले भी किया जा सकता है यह एक गेट स्तर सेल स्तर नेटलिस्ट का उत्पादन करता है जब आप एक फ्लोरप्लानिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी ये एक साथ किए जाते हैं या यह पहले भी किया जा सकता है इसलिए आपके द्वारा सेल्स रखने के बाद आप वैश्विक प्लेसमेंट कर सकते हैं अब वैश्विक प्लेसमेंट जो भी मैंने कहा है कि आप मानक सेल की पंक्तियों में ब्लॉकों या सेल्स को रखें अब फिर से मैंने कहा है कि एक विशिष्ट वीएलएसआई डिज़ाइन प्रवाह में आप एक बार में काम नहीं कर सकते यह एक दोहरावदार कदम है तो आप एक प्लेसमेंट बनाते हैं आप पा सकते हैं कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है कहीं कहीं बहुत भीड़ है कुछ जगहों पर देरी हो रही है आपको लगातार प्लेसमेंट बदलना पड़ सकता है इसलिए यहां मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह वैश्विक प्लेसमेंट की प्रक्रिया है यह आम तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं को असाइन करता है जहां मुझे स्लाइड दिखाई दे रही है इसलिए यहां हम क्लस्टरिंग जानकारी को देखते हैं आप सेल्स को अनौपचारिक रूप से चिप्स में फैलाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आप पा सकते हैं कि शुरू में आपकी चिप प्लानिंग इस तरह दिखती है जहां इस डार्क रीजन का अर्थ है कि बहुत अधिक कंजक्शन और क्लस्टरिंग है और कई सेल्स जो वैश्विक प्लेसमेंट कहती हैं कि वे मैपिंग करेंगे यहां मैप करें तो आप आगे बढ़ते हैं कि यह क्षेत्र धीरे धीरे फैलता है यह पूरे चिप में फैलता है और कई अंत में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा तो आपका पूरा प्लेसमेंट चिप के पूरे क्षेत्र में फैला होना चाहिए कुछ इस तरह से इसलिए बहुत बहुत मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं फिर वैश्विक प्लेसमेंट होने के बाद आप देखते हैं कि आप घड़ी नेटवर्क को संश्लेषित नहीं कर सकते हैं इससे पहले कि आप जानते हैं कि आपके फ्लिप फ्लॉप कहाँ स्थित हैं इसलिए एक बार जब आप वैश्विक प्लेसमेंट कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपके रजिस्टर कहां हैं आपके फ्लिप फ्लॉप कहां हैं अनुक्रमिक तत्व हैं तो उस जानकारी के साथ आप क्लॉक नेटवर्क को संश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं इसलिए यह क्लॉक नेटवर्क जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले देखा है यह एक साधारण क्लॉक ट्री हो सकता है यह H ट्री या MMM जैसा है या ऐसा कुछ है या आप उच्च स्तर पर एक ट्री से मिलकर अधिक फ्लैक्सिबल नेटवर्क रख सकते हैं और निचले स्तर पर बहुत रेगुलर मैश हो सकता है आम तौर पर हमारे पास प्रोसेसर होते हैं हमारे पास इस तरह के हाइब्रिड होते हैं क्योंकि एक प्रोसेसर चिप में बहुत सारे बिंदु होते हैं जहां आपको क्लॉक सिगनल को ले जाने की आवश्यकता होती है क्लॉक सिगनल के लिए बड़ी संख्या में लक्ष्य या सिंक पॉइंट होते हैं तो हम आम तौर पर निचले स्तर में एक मैश और ऊपरी स्तर पर एक रेगुलर ट्री और फिर H ट्री आमतौर पर होते हैं तो यह सिर्फ एक नमूना स्लाइड है जिसमें एक छोटे प्रोसेसर डिज़ाइन में एक बफ़र्ड क्लॉक ट्री दिखाया गया है जहाँ यह आयत उन स्थानों को दर्शाती है जहाँ बफ़र्स डाले गए हैं और लाइनें कनेक्शन को इंगित करती हैं और x उन बिंदुओं को इंगित करता है जहाँ क्लॉक को ठीक से लिया गया है इसलिए प्लेसमेंट के बाद किया जाता है तो इन सेल्स के स्थान अच्छी तरह से हैं वे एक ग्रिड से गठबंधन करते हैं और इन संरेखण के बाद आप देखते हैं प्लेसमेंट के दौरान आम तौर पर हमारे पास ग्रिड की अवधारणा नहीं होती है आप सेल को वस्तुतः कहीं भी रख सकते हैं लेकिन जब आप रूटिंग करते हैं तो आपके पास अक्सर कुछ पंक्तियाँ और स्तंभ की अवधारणा ट्रैक और कुछ कॉलम होते हैं तो वहाँ आपको एक ग्रिड में सब कुछ संरेखित करना होगा इसलिए प्लेसमेंट के प्रारंभिक स्तर के खत्म होने के बाद आपको इस ब्लॉक के सेल या सेल से स्थानों को एक समान ग्रिड पर करना होगा और आपके द्वारा ऐसा करने के बाद आप वैश्विक रूटिंग और लेयर असाइनमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं जहां प्रत्येक रूट्स के लिए लेयर असाइनमेंट कहता है कौनसी लेयर ये लेयर्स आमतौर पर धातु की परत होती हैं जिसका अर्थ है कि इन नेट्स को जोड़ने के लिए किस धातु की परत का उपयोग किया जाएगा अब वैश्विक राउटर आमतौर पर एक परत पर रूटिंग को पूरा करता है जैसे कि आप ली'स एल्गोरिदम Lee's algorithm को कहते हैं वे ली'स एल्गोरिथ्म या हैडलॉक के एल्गोरिदम होंगे वे एक परत एकल धातु परत पर एक मार्ग का पता लगाने की कोशिश करेंगे अब यहाँ जब आप रूटिंग करते हैं तो आप वायरिंग कंजेशन नामक किसी चीज़ में भी उतर सकते हैं आपको वहां कई क्षेत्रों में चिप मिल सकती है जहाँ वायरिंग कंजेशन बहुत बुरा है तो आपको यहाँ पुन चलना पड़ सकता है तो आप ऐसा कुछ करते हैं जैसे कंजेशन ड्रिवइन विस्तृत प्लेसमेंट अब आप फिर से इस जानकारी के आधार पर अपने प्लेसमेंट को संशोधित करते हैं जैसे कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दिखा रहा हूं यह आपको दिखाता है चिप के क्षेत्र पर इन चोटियों के कंजेशन के स्तर को इंगित करता है एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कंजेशन है अब पुनरावृत्ति के साथ हम कंजेशन को कम करने कंजेशन को कम करने की कोशिश करते हैं और आप अंततः देखेंगे कि लगभग कोई कंजेशन नहीं है जो उन्हें समान रूप से रखा गया है कंजेशन का मतलब है कि मैं रूट के संबंध में कंजेशन का उल्लेख करता हूं इसलिए अगर कंजेशन है तो यह काफी संभावना है कि राउटिंग की प्रक्रिया के दौरान आप पाएंगे कि आप रूटिंग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए ऐसा परिदृश्य नहीं होना चाहिए इसलिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है जिसे कंजेशन अवगत विस्तृत प्लेसमेंट कहा जाता है इसलिए आप प्लेसमेंट को फिर से संशोधित करते हैं ताकि कंजेशन मूल्य एक महत्वपूर्ण सीमा तक बेहतर हो जाए तो अब उसके बाद आप विस्तृत रूटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं और वैश्विक रूटिंग आपको अनुमानित रूट्स प्रदान करती है अब विस्तृत रूटिंग केवल इन रूट्स के लिए सटीक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धातु की परतें प्रदान करेगा अब इन रूट्स की तरह एक अतिरिक्त वैकल्पिक कदम है जो तारों को उत्पन्न करते हैं तो आपको एक और पुनरावृत्ति से गुजरना पड़ सकता है जिसमें विश्वसनीयता विनिर्माण क्षमता और विद्युत सत्यापन शामिल हैं जैसे मैं आपको बताता हूं कि विश्वसनीयता का मतलब है कि आपने चैनल रूटिंग की प्रक्रिया देखी है क्षैतिज ट्रैक ऊर्ध्वाधर ट्रैक हैं और कुछ तार कनेक्शन हैं जो बिंदुओं को परतों के साथ जोड़ते हैं तो आपके पास दो लेयर या मल्टी लेयर चैनल रूटिंग हो सकती है अब वायर कनेक्शन आपको अविश्वसनीयता के कुछ स्रोत द्वारा प्रदान कर सकता है आप कह सकते हैं क्योंकि आप अंततः एक होल ड्रिलिंग कर रहे हैं और दो परतों में एक कनेक्शन बना रहे हैं तो तार कनेक्शन की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अधिक संभावना होगी कि कुछ गलत कनेक्शन ढीले कनेक्शन या उस गलत कनेक्शन जैसे कुछ के कारण चिप विफल हो सकती है तो एक उद्देश्य कनेक्शन में मोड़ की संख्या को कम करना हो सकता है जो कि तार कनेक्शन की संख्या को इंगित कर सकता है इसलिए कई बार एक ही परत पर इसका मतलब है जब तेज मोड़ का उपयोग करने के बजाय राउटिंग किया जाता है तो आप 45 डिग्री के मोड़ की तरह कुछ का उपयोग करते हैं क्योंकि तीखे मोड़ ऐसे स्थान हैं जहां धातु के टूटने और सही वियोग होने की संभावना है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विश्वसनीयता और मनुफक्चरबीलिटी कहा जाता है ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सब कुछ करने के बाद इस पर ध्यान देना होगा और विद्युत सत्यापन का मतलब अच्छी तरह से है जब आप तारों को बिछाते हैं तो आपको तारों की लंबाई दिखाई देती है चाहे सिपरेशन पर्याप्त हो तारों की चौड़ाई पर्याप्त हो डिजाइन नियमों के कुछ बहुत ही सरल सेट हैं जिन्हें आप कह सकते हैं तो उन सभी डिज़ाइन नियमों को एक डिज़ाइन नियम चेकर द्वारा सत्यापित किया जाता है जो आपको यह बता सकते हैं कि यहाँ उन जगहों पर जहाँ मुझे कुछ उल्लंघन मिलते हैं कृपया आप इन चीजों को ठीक कर लें उस स्थिति में आपको वापस जाना होगा और वहां कुछ सुधार करने होंगे नियमों का उल्लंघन हो रहा है ठीक है इसलिए सब कुछ करने के बाद आप मास्क निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं जहां इसलिए प्रत्येक सर्किट एलिमेंट और इंटरकनेक्शन को आयतों द्वारा दर्शाया जाता है विभिन्न परतों के आसपास आयताकार पॉलीसिलिकॉन प्रसार धातु धातु 1 धातु 2 धातु 3 और ऐसे ही आगे है तो आइए हम प्रवाह चार्ट के रूप में समग्र प्रवाह को देखें इसलिए पहले चरण में हम मानते हैं कि पहले से ही चिप प्लानिंग की गई है चिप प्लानिंग को भौतिक डिजाइन के इनपुट के रूप में दिया जाता है लॉजिक डिजाइन भी किया जाता है तो आप कुछ प्रकार के ब्लॉक स्तरीय प्लेसमेंट करते हैं तो आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं जो आप ब्लॉक स्तर या उच्च स्तर के वैश्विक प्लेसमेंट उत्पन्न कर रहे हैं तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं चिप प्लानिंग का मतलब है कि आप पहले से ही I O प्लेसमेंट कर चुके हैं आप पहले से ही पावर प्लानिंग कर चुके हैं अब आप प्रदर्शन संचालित परीक्षण संश्लेषण और फ्लोरप्लानिंग कर रहे हैं यह एक नया कदम है जिसे हम प्रदर्शन चालित डिजाइन प्रवाह में शामिल करते हैं तो इसमें क्या शामिल है इसमें ब्लॉक शेपिंग साइज़िंग और प्लेसमेंट शामिल हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम नेट्स के लिए कुछ वेट नेट वेट को क्रिटिकलिटी स्लैक वैल्यू के आधार पर असाइन कर सकते हैं फिर आप सिर्फ ग्लोबल नेट रूट का विश्लेषण कर सकते हैं और जहाँ के लिए स्लैक वैल्यू नकारात्मक हैं आप कुछ बफ़रिंग का उपयोग करते हैं और इस स्तर पर आप कुछ कर सकते हैं कुछ समय विश्लेषण का उपयोग करके अनुमानित समय अनुमान इसलिए यदि यह पास हो जाता है तो अगले चरण पर जाएं यदि यह विफल रहता है तो आप फिर से वापस जाते हैं और फिर से अपना प्लेसमेंट संशोधित करते हैं इसलिए मैंने कहा था जैसा कि मैंने कहा था कि यह एक एकल प्रक्रिया नहीं है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कई पुनरावृत्तियों को अंजाम दिया जाता है यह पहला कदम है फिर ब्लॉक स्तर के वैश्विक प्लेसमेंट से आप भौतिक संश्लेषण की ओर बढ़ते हैं तो आप क्या करते हो आप निश्चित रूप से नेट वेट वैकल्पिक नेट वेट के साथ एक वैश्विक प्लेसमेंट के साथ शुरू करते हैं फिर आप कुछ डिले अनुमान लगाते हैं आप इस मामले में बफ़र्स का उपयोग कर सकते हैं फिर आप स्थैतिक समय विश्लेषण का फिर से विश्लेषण करते हैं यदि यह विफल रहता है तो आप फिर से वापस जाते हैं और प्लेसमेंट बदलते हैं अब बफ़र्स का उपयोग करते हुए यह डिले का अनुमान है इसलिए यहां विवरण दिखाए गए हैं इसलिए आप क्या करते हैं आप कुछ भौतिक या आभासी बफरिंग करते हैं भौतिक बफ़रिंग का मतलब है कि आप कुछ बफ़र्स का परिचय देते हैं या वर्चुअल बफ़रिंग का अर्थ है कि आप इंगित करते हैं कि यहाँ आपको बफर की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आप तुरंत परिचय नहीं देते हैं आपको बाद में परिचय देना पड़ सकता है तो भौतिक बफ़रिंग साधनों के लिए आप वास्तव में सर्किट बफर इनवर्टर का परिचय दे रहे हैं इसलिए यहां आपको वैश्विक नेटवर्क टोपोलॉजी से बचने के लिए एक बाधा साधन का उपयोग करना होगा क्योंकि आप बफ़र्स सम्मिलित कर रहे हैं आपको उन्हें इनपुट और आउटपुट लाइनों से कनेक्ट करना होगा आपको यह देखना होगा कि सर्किट और बाधाएं पहले से ही हैं आपके पास है इस तरह जाल बिछाना तो लेयर असाइनमेंट बफर इंसर्शन ये यहाँ के महत्वपूर्ण चरण हैं तो अगला रूटिंग के लिए किए गए भौतिक संश्लेषण के बाद आता है इसलिए यहां समय सुधार एक कदम है जहां कहीं भी नकारात्मक स्लैक्स है आप कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और शायद उन तरीकों का उपयोग करके जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है और फिर से आप स्थैतिक समय विश्लेषण का उपयोग करते हैं अगर कुछ उल्लंघन हैं तो आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यहां टाइमिंग करेक्शन में टाइमिंग रिस्ट्रक्चरिंग गेट साइजिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल बुलियन रिस्ट्रक्चरिंग में किया जा सकता है और पिन स्वैपिंग रिडिजाइन फैन ट्री फैनआउट ट्री सभी तकनीकें हैं जो आपने अभी अभी लास्ट लेक्चर में देखी हैं तो आप इन सभी चीजों को करते हैं ताकि इस टाइमिंग कन्सट्रैन्ट जो कुछ भी थी भौतिक संश्लेषण किया जाता है तो अब यह अंतिम चरण है इसलिए आप अनुक्रमिक तत्वों के स्थानों को अंतिम रूप देते हैं अब आप क्लॉक नेटवर्क को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें संश्लेषित करते हैं इसलिए क्लॉक नेटवर्क के बाद जब आप संश्लेषण करते हैं तो आप इसे एक बार और अधिक वैश्विक रूटिंग लेयर असाइनमेंट करते हैं फिर से आप टाइमिंग की जांच करते हैं कंजेशन चालित विस्तृत प्लेसमेंट जैसे आप टाइमिंग के लिए यहां स्थैतिक टाइमिंग विश्लेषण की जांच करते हैं यदि यह फिर से विफल हो जाता है तो आप वापस चले जाते हैं फिर से आप इसे संशोधित करते हैं लेकिन यदि समय विश्लेषण पारित हो जाता है तो आप टाइमिंग रूटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं इसलिए इस राउटिंग के दौरान आपको फिर से बफ़र्स सम्मिलित करने पड़ सकते हैं हो सकता है कि आप यहाँ कुछ टाइमिंग करेक्शन मैकेनिज़्म कर सकें इसलिए एक बार जब सब कुछ हो जाता है तो आप विस्तृत रूटिंग करते हैं फिर आप कुछ पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं सिमुलेशन के कुछ अतिरिक्त चरण और अंत में आप साइन ऑफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ आप यहाँ क्या करते हैं आप के लिए जाँच करें जैसा कि मैंने कहा कि मनुफक्चरबीलिटी बिजली के गुण विश्वसनीयता सत्यापन तो सब कुछ गुजरता है फिर आप केवल निर्माण के लिए मास्क उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो आप ECO प्लेसमेंट और रूटिंग नामक एक कदम के लिए जाते हैं ECO इंजीनियरिंग परिवर्तन के लिए है तो यह क्या संदर्भित करता है यह एक अंतिम मिनट के परिवर्तनों को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है कि आप एक चरण में हैं जो अंतिम निर्माण से ठीक एक कदम पहले है तो इस कदम पर आप पाते हैं कि निर्माण विश्वसनीयता के संबंध में कुछ समस्या है मुझे कुछ छोटे सुधार करने दें आप वापस जाते हैं छोटे सुधार करते हैं समय विश्लेषण फिर से चलाते हैं अगर यह पास होता है अगर यह फिर से विफल हो जाता है तो कुछ छोटे बदलाव करें तो इस चरण में वे कौन सी चीजें हैं जो हमने की हैं एक नियम की जाँच करते हुए डिज़ाइन नियम मैंने अभी उल्लेख किया है लेआउट बनाम योजनाबद्ध तो आपके पास शुरू में एक लेआउट था आपके पास यह योजनाबद्ध आरेख था आप एक तुलना कर सकते हैं कि क्या वे मिलान कर रहे हैं ऐन्टेना इफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल रूल चेकिंग जैसे कुछ विद्युत प्रभाव हैं आपको इस कदम पर इन सभी चीजों को भी करना पड़ सकता है और कुछ अच्छी तरह से परिभाषित टेम्प्लेट हैं जिनका उपयोग करके इन जाँचों को अंजाम दिया जा सकता है क्योंकि एक चीज जिसे आप समझते हैं अंततः आपका लेआउट एक बहुत बड़ी चीज है लाखों और लाखों आयतें हैं आपको इस पूरी आयत पर यह जांच करनी होगी जब तक कि यह एक फैसिबल और सरल प्रक्रिया नहीं है आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते तो यह आप कर सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम कुछ अतिरिक्त समय सुधार के तरीकों को देख रहे हैं और हम बफर इंसर्शन ड्राइवरों और ड्राइवरों के डिजाइन बफ़र्स और ड्राइवरों पर एक नज़र डाल रहे हैं इत्यादि इसलिए कि हम बस उस सूचना का उपयोग कर सकते हैं जो हमने अभी अभी कहा है धन्यवाद